सभी को नमस्कार और परमाणु ऊर्जा उत्पादन के मूल सिद्धांतों शीर्षक वाले इस MOOCs पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है अब आज हम मॉड्यूल 1 के दूसरे व्याख्यान में हैं जहाँ हम इस पाठ्यक्रम के मूल सिद्धांतों के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम कुछ अनौपचारिक चर्चाओं के माध्यम से पाठ्यक्रम की पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं मुझे आशा है कि आपने पिछले व्याख्यान का आनंद लिया था जहां हमने परमाणु शक्ति के विषय के परिचय के बारे में सामान्य बात की थी हमने कुछ अनुमानों और आंकड़ों के माध्यम से वैश्विक और राष्ट्रीय ऊर्जा परिदृश्यों के बारे में चर्चा की और इस तरह वर्तमान ऊर्जा मांग के संदर्भ में परमाणु ऊर्जा के महत्व को स्थापित करने की कोशिश की और जीवाश्म ईंधन के घटते भंडार पर विचार किया और फिर हमने थोड़ी चर्चा भी की परमाणु ऊर्जा के ऐतिहासिक विकास के बारे में आज हम तकनीकी विवरणों में थोड़ा प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं और इस विशेष मॉड्यूल को पूरा करके ताकि हम अधिक उल्टे अध्यायों को आगे बढ़ा सकें पिछले व्याख्यान में हमने जो कुछ भी किया था उसका बस एक संक्षिप्त सारांश हमारे बीच वैश्विक और राष्ट्रीय ऊर्जा परिदृश्यों पर चर्चा हुई और हमने कुछ प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों द्वारा कार्यों का उल्लेख करके ऐतिहासिक विकास के बारे में संक्षेप में चर्चा की और फिर हमने रदरफोर्ड बोह्र परमाणुओं के मॉडल पर चर्चा की जो सौर प्रणाली के समान है केंद्र में एक भारी नाभिक और कक्षाओं में चारों ओर घूमते हुए छोटे इलेक्ट्रॉन अब अच्छी तरह से नाभिक में कई प्रकार के उप परमाणु कणों के होने की संभावना है लेकिन इस पाठ्यक्रम के उद्देश्य के लिए हम नाभिक में केवल दो प्रकार के कणों पर विचार कर रहे हैं एक है प्रोटॉन जो सकारात्मक रूप से चार्ज होता है और दूसरा न्यूट्रॉन है जो प्रोटॉन के समान द्रव्यमान को कम या ज्यादा कर रहा है लेकिन यह विद्युत रूप से तटस्थ है इलेक्ट्रॉनों में प्रोटॉन के समान ही चार्ज होता है लेकिन यह विपरीत अर्थ का होता है और इसका द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की तुलना में बहुत कम होता है और हमने आइसोटोप की बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा पर भी चर्चा की इसलिए हम जानते हैं कि किसी भी प्राकृतिक तत्व के लिए विभिन्न प्रकार के नाभिक होना संभव है जहां परमाणु संख्या समान रहती है नाभिक के अंदर प्रोटॉन की कुल संख्या समान होती है लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है क्योंकि वे अलग अलग संख्या में न्यूट्रॉन हो सकते हैं और परमाणु संख्या के रूप में प्रोटॉन की संख्या रासायनिक गुणों से मिलती है इसलिए समान समस्थानिक तत्व कमोबेश उसी तरह की रासायनिक प्रकृति है लेकिन परमाणु गुण न्यूट्रॉन की संख्या और मूल रूप से बड़े पैमाने पर संख्या पर निर्भर करता है तो एक ही तत्व के विभिन्न समस्थानिकों में विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएँ या परमाणु प्रतिक्रियाएँ हो सकती हैं उदाहरण के लिए यूरेनियम के लिए जो संभवत वह तत्व है जिसके बारे में आप इस पाठ्यक्रम में सबसे अधिक चर्चा करने जा रहे हैं इसमें 3 प्राकृतिक तत्व या 3 प्राकृतिक समस्थानिक हैं जो मुझे कहना चाहिए उनमें से यूरेनियम 235 देना एक है जो दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाला सबसे आम परमाणु ईंधन है यह परमाणु प्रतिक्रियाओं के लिए दृढ़ता से प्रतिक्रियाशील है इसलिए इसका मजबूत परमाणु व्यवहार है लेकिन दो अन्य समस्थानिक U 234 और U238 शायद ही किसी भी तरह का परमाणु संबंधी व्यवहार है हम उस पर अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे अब जिस प्रश्न के साथ हमें आज चर्चा शुरू करनी है वह यह है कि इस तरह के द्रव्यमान की भारी मात्रा नाभिक के अंदर थोड़ी मात्रा में कैसे रह सकती है हमारी पिछली चर्चा से हम जानते हैं कि एक परमाणु के अंदर का अधिकांश भाग वास्तव में शून्य होता है क्योंकि जब एक परमाणु की त्रिज्या 10 के क्रम की शक्ति माइनस 9 से माइनस 11 मीटर तक हो सकती है जो कि नाभिक का होता है पावर माइनस 16 मीटर के 10 के क्रम और शून्य अंतरिक्ष की पूरी राशि केवल छोटे इलेक्ट्रॉनों द्वारा कब्जा कर ली जाती है इसलिए हम एक परमाणु के बारे में सोच सकते हैं जहां लगभग सभी द्रव्यमान मूल रूप से एक बहुत ही कम मात्रा में नाभिक में ढेले जाते हैं लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हमें पता चलता है कि विपरीत चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं जबकि चार्ज एक दूसरे को और परिमाण या परिमाण को पीछे हटाते हैं इस तरह के आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण या इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रतिकर्षण के कॉल्मोब्स कानून द्वारा दिए जा सकते हैं बस यह एक है जहां q1 और q2 दो कणों के आरोप हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं और आर इन दो कणों के बीच की दूरी को संदर्भित करता है और k युग्मन स्थिर है जब आप दो प्रोटॉन q1 के बीच प्रतिकारक बल के बारे में बात कर रहे होते हैं तो q2 दोनों समान होते हैं और परिमाण 1602 X 10 कौलम्ब की शक्ति होती है जैसा कि मैंने पिछले व्याख्यान में उल्लेख किया था अब जब आप किसी भी नाभिक के बारे में बात करते हैं विशेष रूप से भारी प्रकार के नाभिक के अंदर कई प्रोटॉन मौजूद होते हैं और उन सभी को अन्य पड़ोसी प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण इस प्रतिकारक बल का सामना करना पड़ रहा है न्यूट्रॉन विद्युत रूप से तटस्थ हैं और इसलिए उन्हें प्रोटॉन के प्रति इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण है तो यह समझा जा सकता है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन के संपर्क में रहते हैं इलेक्ट्रॉनों को प्रोटॉन के लिए विपरीत रूप से चार्ज किया जाता है लेकिन वे नाभिक के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं और इसलिए इसी केन्द्रापसारक बल नाभिक के प्रति अपने आकर्षण को दोहराते हैं और इससे इलेक्ट्रॉनों को कक्षाओं में रहने की अनुमति मिलती है और नाभिक में वापस नहीं कूदते हैं लेकिन यह समझना बहुत मुश्किल है प्रोटॉन कैसे रह सकते हैं यूरेनियम के बारे में जरा सोचिए यूरेनियम प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाला सबसे भारी नाभिक है और इसके नाभिक के अंदर 92 प्रोटॉन होते हैं अब इसलिए उनमें से प्रत्येक प्रोटॉन को सभी पड़ोसी 91 प्रोटॉन से मजबूत प्रतिकर्षण का सामना करना पड़ रहा है और इसमें भारी परिमाण हो सकता है खासकर जब आप इस आर पर विचार करते हैं कि हम यहां बात कर रहे हैं 10 से 16 मीटर की शक्ति के आदेश के 16 मीटर है तो इसी प्रतिकारक बल का परिमाण विशाल हो सकता है इसका मतलब है किसी प्रकार का आकर्षक बल होना चाहिए जो नाभिक को एक साथ रखता है उन सभी नाभिकों को बहुत बहुत कम मात्रा में एक साथ रखता है फिर आइए हम जांचते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद संभावित ताकतें क्या हो सकती हैं गुरुत्वाकर्षण हम निश्चित रूप से वहां हो सकते हैं जब भी आप द्रव्यमान के बारे में बात कर रहे होते हैं तो गुरुत्वाकर्षण आकर्षण होता है अब गुरुत्वाकर्षण की भयावहता की गणना करने के लिए हमें गुरुत्वाकर्षण के न्यूटन कानूनों से मदद लेने की आवश्यकता है जो इस विशेष रूप द्वारा दिया गया है यहाँ m एक और m दो उन दो कणों का द्रव्यमान है जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं और r इस दो कणों के बीच की दूरी समान है अब जब हम प्रोटॉन के लिए यह विशेष संबंध रखते हैं और यह भी तुलना करते हैं कि Coulombs संबंध का उपयोग करके गणना की गई प्रतिकारक बल की मात्रा के साथ तो यह देखा जा सकता है कि आर के किसी भी मूल्य के लिए जबकि प्रतिकर्षण बल का परिमाण है 10 इसी गुरुत्वाकर्षण आकर्षण का परिमाण 10 गुना कम बिजली से अधिक हो सकता है इसलिए गुरुत्वाकर्षण निश्चित रूप से नगण्य है या गुरुत्वाकर्षण आकर्षण की उपस्थिति को सुरक्षित रूप से उपेक्षित किया जा सकता है जब भी हम नाभिक और संबंधित गणनाओं के बारे में बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रतिकर्षण हम केवल उसी के बारे में बात कर रहे हैं फिर किसी प्रकार का परमाणु बल होना चाहिए जो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रतिकर्षण का विरोध करता है और परमाणु को एक साथ रखता है यह एक कम दूरी की शक्ति होने की उम्मीद है जबकि गुरुत्वाकर्षण और इलेक्ट्रोस्टैटिक बल लंबी दूरी के होते हैं इसका मतलब है कि वे अधिक दूरी तक कार्य करते हैं इस अपेक्षित परमाणु बल का कम दूरी का होना आवश्यक है इसलिए इसका प्रभाव सीमित है केवल नाभिक के अंदर और यह इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रतिकर्षण का विरोध करने के लिए पर्याप्त मजबूत होना चाहिए और यह वह जगह है जहां बाध्यकारी ऊर्जा की अवधारणा तस्वीर में आती है बस मैंने जो उल्लेख किया है उसे दोहराने के लिए बहुत कम मात्रा में नाभिक में हमारे पास कई दृढ़ता से चार्ज या सकारात्मक रूप से चार्ज किए गए प्रोटॉन हैं जिन्हें एक साथ जोड़ा गया है और इसलिए वे मजबूत प्रतिकारक बल की उम्मीद कर रहे हैं फिर भी इस तरह के विरोधात्मक प्रभाव के बावजूद नाभिक का अस्तित्व एक अल्प श्रेणी बल की उपस्थिति की ओर संकेत करता है जो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रतिकर्षण को दूर करने और न्यूक्लियनों को एक साथ रखने में सक्षम है इस विशेष बल को अक्सर बाध्यकारी बल कहा जाता है और इससे जुड़ी ऊर्जा को बंधन ऊर्जा कहा जाता है मैं दोहराता हूं बंधन बल एक ऐसा बल है जो प्रोटॉन के प्रोटोल्वस प्रकृति को प्रोटॉन इंटरैक्शन के विरोध द्वारा एक साथ रखता है और इस बंधन बल से जुड़ी ऊर्जा को बंधन ऊर्जा कहा जाता है वैकल्पिक रूप से इसे एक नाभिक को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा के रूप में भी देखा जा सकता है क्योंकि यह घटक है जैसे जब हमारे पास एक नाभिक होता है और हम इसे तोड़ना चाहते हैं तो हमारे पास कम से कम बाध्यकारी ऊर्जा की आपूर्ति होती है ताकि यह नाभिक के बीच के बंधन को तोड़ने में सक्षम हो और नाभिक में अलग हो जाए या अलग अलग उप परमाणु कणों को तोड़ सके इसलिए परमाणु ऊर्जा की उत्पत्ति को समझने के लिए बाध्यकारी ऊर्जा की अवधारणा संभवतः सबसे महत्वपूर्ण है अब बाध्यकारी ऊर्जा की प्रकृति को भौतिकी के दृष्टिकोण से चर्चा करने की आवश्यकता है परमाणु भौतिकी में कई सिद्धांत मौजूद हैं उनमें से कुछ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच क्वार्क के आदान प्रदान के बारे में बात करते हैं उनमें से कुछ भूमिका के बारे में बात करते हैं fermions और bosons लेकिन यहां इस कोर्स में जैसे आप इंजीनियरिंग के दृष्टिकोण से अधिक देख रहे हैं हम बाध्यकारी ऊर्जा की प्रकृति के बारे में किसी भी प्रकार का विवरण दर्ज नहीं करने जा रहे हैं बल्कि हम इसे केवल राशि के रूप में लेने जा रहे हैं नाभिक के निर्माण से जुड़ी ऊर्जा या वह ऊर्जा जो बहुत कम मात्रा में नाभिक को एक साथ देने के लिए आवश्यक है अब बाध्यकारी ऊर्जा या उच्च मात्रा में ऊर्जा प्रदान करके यदि हम एक नाभिक को तोड़ने में सक्षम हैं तो यह घटक है निरीक्षण करने के लिए सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन सभी घटकों का संयुक्त द्रव्यमान वास्तव में मूल नाभिक के द्रव्यमान से अधिक हो जाता है और अंतर को जन दोष कहा जाता है इसके बारे में सोचना वास्तव में आकर्षक है जो नाभिक अपने संयुक्त द्रव्यमान का नाभिक बनाते हैं वह नाभिक से ही बड़ा होता है यह द्रव्यमान दोष वास्तव में परमाणु ऊर्जा का स्रोत है आइए एक उदाहरण पर विचार करें हमें देखते हैं कि हमारे पास एक परमाणु है जो कि परमाणु संख्या Z और द्रव्यमान संख्या A है इसलिए परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या का प्रतिनिधित्व करती है इसलिए इस विशेष परमाणु में Z संख्या प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉनों की जेड संख्या विद्युत रूप से तटस्थ रखने के लिए और यह भी एक शून्य से न्यूट्रॉन की संख्या है हम कहते हैं कि राजधानी एन न्यूट्रॉन की संख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं तो सामूहिक दोष को घटक के द्रव्यमान में अंतर के रूप में दर्शाया जा सकता है जो कि यह विशेष रूप से एक है और मूल नाभिक का द्रव्यमान है यहां इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इसका मतलब है कि यह द्रव्यमान आम तौर पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की तुलना में बेहद नगण्य है यदि आप उस मूल्य का उल्लेख करते हैं जो मैंने पिछले व्याख्यान में प्रस्तुत किया था तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में कम से कम 10 गुना शक्ति है और इसलिए इस द्रव्यमान दोष और संबंधित मात्रा की गणना करते हुए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अक्सर उपेक्षित है तदनुसार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को लगाकर हम amu के संदर्भ में जहां हम डेल्टा m को 1007825 के बराबर है जो प्रोटॉन के द्रव्यमान की संख्या प्लस 1008665 है के द्रव्यमान के लिए यह विशेष गणितीय संबंध प्राप्त कर सकते हैं न्यूट्रॉन की संख्या में न्यूट्रॉन का एक द्रव्यमान स्वयं नाभिक का मूल द्रव्यमान है जो आम तौर पर बड़े पैमाने पर स्पेक्ट्रोग्राफी या कुछ संबंधित तकनीकों से प्राप्त किया जा सकता है ऐसे जन दोष से जुड़ी विशेष ऊर्जा को बाध्यकारी ऊर्जा कहा जाता है जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था आप पिछली स्लाइड्स पर वापस जाने के बारे में सोच सकते हैं जब भी हम कुछ उप परमाणु कणों को युग्मित कर रहे होते हैं जो कुछ नाभिकों के साथ मिलकर एक नाभिक बनाते हैं तो ऐसा लगता है कि द्रव्यमान की कुछ मात्रा खो गई है क्योंकि द्रव्यमान का द्रव्यमान नया पूरी तरह से बना हुआ नाभिक इसके संयुक्त द्रव्यमान से कम है यह नाभिक है और यदि हम द्रव्यमान की इस लापता मात्रा को ऊर्जा के बराबर मात्रा में परिवर्तित कर सकते हैं तो हम सोच सकते हैं कि ऊर्जा किसी प्रकार के गोंद के रूप में है जो नाभिक को एक साथ बांध रही है और वह जिसे हम बाध्यकारी ऊर्जा कहते हैं इसलिए डेल्टा m द्रव्यमान दोष है और एक बार जब हम c वर्ग के साथ गुणा कर लेते हैं तो हम ऊर्जा के बराबर मात्रा प्राप्त कर सकते हैं इसलिए बाध्यकारी ऊर्जा यदि हम 1 amu के बराबर डेल्टा एम का उपयोग करते हैं और पहले के संबंध में संख्याओं को डालते हैं तो हमें बाध्यकारी ऊर्जा मिलती है जो 1 amu के द्रव्यमान दोष के बराबर है 931 MeV के बराबर है या हम सुरक्षित रूप से कह सकते हैं कि 1 amu द्रव्यमान दोष का द्रव्यमान या 1 एमयू 931 MeV ऊर्जा के बराबर है इसका मतलब है जब भी कुछ नाभिकों ने मिलकर एक नाभिक का निर्माण किया है यदि घटकों और अंतिम उत्पाद के बीच द्रव्यमान का अंतर 1 amu के बराबर है तब उस विशेष परमाणु प्रतिक्रिया को 931 MeV की ऊर्जा रिलीज के साथ जोड़ा जाएगा आइए हम कुछ उदाहरण लेते हैं पहले हमारे पास n हीलियम आइसोटोप का उदाहरण है सामान्य हीलियम आइसोटोप 2 व 4 इसलिए प्रतीकों से हम कह सकते हैं कि इसकी परमाणु संख्या 2 और द्रव्यमान संख्या 4 है इसका मतलब है यह नाभिक 2 है प्रोटॉन की संख्या और इसमें न्यूट्रॉन की 2 संख्या नाभिक है अब इस एक का द्रव्यमान 400277 amu है जो कि एक मापा मूल्य है और फिर यहां से या इस विशेष मूल्य से अगर हम इसकी तुलना 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के साथ अलग से करते हैं तो वह द्रव्यमान के साथ जुड़ा होगा 003021 AMU का दोष और 281255 MeV की एक बाध्यकारी ऊर्जा इसका मतलब है अगर हम 1 हीलियम आइसोटोप को तोड़ना चाहते हैं एक सामान्य हीलियम आइसोटोप तो हमें कम से कम 281255 MeV ऊर्जा की आपूर्ति करनी होगी और उसके बाद ही हम इन 4 नाभिकों को अलग कर पाएंगे हमें किसी अन्य विशिष्ट परमाणु प्रतिक्रिया की स्थिति की तुलना या अध्ययन करना चाहिए हमें यह समझने की आवश्यकता नहीं है कि यह प्रतिक्रिया कैसे हो रही है जरा देखें हमारे पास यहां क्या है हमारे पास सामान्य हाइड्रोजन आइसोटोप 1 H 1 है आप जानते हैं कि सामान्य हाइड्रोजन नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होते हैं और इसलिए उनकी द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या वे समान हैं तो यह सामान्य हाइड्रोजन नाभिक 1 न्यूट्रॉन को अवशोषित कर रहा है जिससे 1 ड्यूटेरियम बनता है इस ड्यूटेरियम में 1 प्रोटॉन और अब 1 न्यूट्रॉन है इसलिए इसकी परमाणु संख्या एक है लेकिन द्रव्यमान संख्या अब 2 है यदि हम यहां हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम के मापा द्रव्यमान को रखते हैं और हम न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बारे में भी जानकारी रखते हैं तो यह विशेष रूप से परमाणु प्रतिक्रिया आप 000239 AMU के द्रव्यमान दोष और 22251 MeV की एक बाध्यकारी ऊर्जा से जुड़ी है इसलिए यदि हम इस ड्यूटेरियम को तोड़ना चाहते हैं तो हमें इस 22251 MeV ऊर्जा की मात्रा की आपूर्ति करने की आवश्यकता है बेशक यह संख्या ऊपर हीलियम के उदाहरण की तुलना में छोटी है लेकिन फिर भी हमें इस राशि की ऊर्जा की आपूर्ति करने की आवश्यकता है इस तरह हम किसी विशेष नाभिक के गठन से जुड़ी बाध्यकारी ऊर्जा की गणना कर सकते हैं बस उस विशेष नाभिक के द्रव्यमान को मापने और संबंधित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संबंधित संख्या का उपयोग करके जिस प्रकार नाभिक की संख्या एक नाभिक के अंदर बढ़ती रहती है उस नाभिक के लिए बाध्यकारी ऊर्जा भी बढ़ती रहती है उस विशेष नाभिक के गठन के लिए द्रव्यमान दोष बढ़ता रहता है और इसलिए लाइटर और भारी आइसोटोप की तुलना करना बहुत मुश्किल हो जाता है जैसे हीलियम से जुड़ी बाध्यकारी ऊर्जा इस स्लाइड पर यहां लिखी गई है हम यूरेनियम 235 के साथ जुड़ी बाध्यकारी ऊर्जा के साथ तुलना नहीं कर सकते हैं क्योंकि हीलियम में केवल 4 नाभिक होते हैं इसमें नाभिक होता है यूरेनियम 235 नाभिक होता है और इसलिए उस युरेनियम 235 की बंधनकारी ऊर्जा की तुलना में बहुत अधिक होना चाहिए यह हीलियम लेकिन एक और उपाय इस संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण और अत्यंत उपयोगी पाया जाता है वह है प्रति नाभिकीय ऊर्जा बंधन हम उस विशेष नाभिक में प्रस्तुत न्यूक्लियनों की संख्या के साथ बाइंडिंग परिमाण को विभाजित करके प्रति न्यूक्लियर प्रति बाध्यकारी ऊर्जा की गणना कर सकते हैं जैसे हीलियम के मामले में हम इस 281255 को 4 से विभाजित कर रहे हैं और इसलिए हमें प्रति न्यूक्लियॉन में 70314 MeV के रूप में एक बाध्यकारी ऊर्जा मिल रही है जबकि ड्यूटेरियम के मामले में हम इस परिमाण को 2 से विभाजित कर रहे हैं क्योंकि केवल 2 न्यूक्लियर हैं और इसलिए हम 11126 के रूप में मान प्राप्त कर रहे हैं मुझे इस स्लाइड पर गलती हो रही है कृपया इसे अनदेखा करें या इसे सही करें मेरे लिए प्रतीक चिन्ह मे V का पूंजी होना चाहिए तो सही प्रतीक M छोटा e V है यह सही है यह second wala सही नहीं है V वोल्ट को संदर्भित करता है और इसे Capital letter में होना चाहिए लेकिन नाभिक बिंदु की स्थिरता से प्रति नाभिक में यह बाध्यकारी ऊर्जा अत्यंत महत्वपूर्ण है यह देखा गया है कि प्रति नाभिक अधिक स्थिर ऊर्जा के बंधन का मूल्य नाभिक है इसका मतलब है उस नाभिक से एक भी नाभिक को अलग करने के लिए हमें अधिक मात्रा में ऊर्जा की आपूर्ति करनी होगी और इस तरह प्रति नाभिक ऊर्जा की बाध्यकारी ऊर्जा को विभिन्न प्रकार के नाभिक के लिए वैज्ञानिक द्वारा मापा गया है और हमें यह विशेष ग्राफ मिलता है जो बहुत ही सामान्य आपको यह किसी भी पाठ्य पुस्तकों में मिलेगा कमोबेश इसी तरह का संस्करण और आप इसे इंटरनेट पर भी प्राप्त कर सकते हैं जहाँ हमारे पास क्षैतिज अक्ष पर द्रव्यमान संख्या और प्रति नाभिक पर बाध्यकारी ऊर्जा है ऊर्ध्वाधर अक्ष अब यदि हम सबसे हल्के संभव तत्व से शुरू करते हैं जो हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या 1 है तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक सामान्य हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोजन नाभिक के लिए प्रति नाभिक बाध्यकारी ऊर्जा क्या है कितने नाभिक हैं हाइड्रोजन के लिए केवल एक ही नाभिक होता है वह एक हाइड्रोजन नाभिक होता है जिसमें केवल एक ही प्रोटॉन होता है इसलिए जैसा कि कोई अन्य प्रोटॉन नहीं है यह एक प्रकार की प्रतिकारक शक्ति का सामना नहीं करता है और इसलिए इसे किसी भी प्रकार की बाध्यकारी ऊर्जा की आवश्यकता होती है इसलिए सामान्य हाइड्रोजन के लिए प्रति नाभिक में बंधन ऊर्जा 0 के बराबर होती है लेकिन प्रति नाभिक में बंधनकारी ऊर्जा का यह मान बढ़ता रहता है क्योंकि हम नाभिकों की संख्या बढ़ाते हैं या द्रव्यमान संख्या बढ़ती है और यह बढ़ता रहता है और इस क्षेत्र के आसपास अधिकतम सीमा तक पहुंच जाता है 56 58 60 की मास संख्या और फिर यह लगातार नीचे आती रहती है इसलिए प्रति नाभिक में बाध्यकारी ऊर्जा का सबसे बड़ा मूल्य लगभग 60 की एक बड़ी संख्या से मेल खाता है यह पाया गया है कि स्वाभाविक रूप से होने वाले समस्थानिकों में निकल 62 एक है जिसमें प्रति नाभिक 879 MeV प्रति बंधन ऊर्जा का उच्चतम मूल्य है 2 आयरन के समस्थानिक भी आयरन 58 और आयरन 56 से पीछे नहीं हैं उनके मूल्य भी बहुत बहुत करीब हैं तो यह विशेष रूप से आइसोटोप का समूह जो आमतौर पर लोहे निकल कोबाल्ट वगैरह से मेल खाता है जिनकी संख्या लगभग 60 के आसपास होती है प्रति नाभिकीय उच्चतम संभव बंधन ऊर्जा की विशेषता होती है और इसलिए वे सबसे अधिक स्थिर नाभिक हैं कि हम के रूप में नाभिक प्रतिक्रिया बिंदु हो सकता है जो नाभिक इस विशेष क्षेत्र से दूर बड़ी संख्या में हैं वे आम तौर पर प्रति नाभिकीय मूल्य प्रति बंधन ऊर्जा लगभग 88 के इस उच्चतम मूल्य से बहुत कम है और इसलिए वे अधिक अस्थिर हैं हम इस विशेष क्षेत्र से दूर चले जाते हैं हम अधिक अस्थिर नाभिक प्राप्त करते हैं जैसे जब हम इस विशेष दिशा की ओर बढ़ते हैं तो द्रव्यमान संख्या बढ़ती है और प्रति नाभिक में बाध्यकारी ऊर्जा नीचे आती रहती है और इसलिए तत्व अधिक परमाणु रूप से उत्तरदायी होते हैं विशेष रूप से तत्वों में ये क्षेत्र यूरेनियम 235 और पड़ोसी नाभिक के रूप में वे दृढ़ता से रेडियोधर्मी हैं क्योंकि प्रति नाभिकीय उनकी बाध्यकारी ऊर्जा इसके मुकाबले काफी कम है यही स्थिति हल्के तत्वों के लिए भी प्रचलित है जैसे ड्यूटेरियम ट्रिटियम हीलियम 3 वगैरह उनके पास बहुत बहुत कम बाध्यकारी ऊर्जा है और इसलिए या मुझे प्रति नाभिक में बाध्यकारी ऊर्जा कहना चाहिए और इसलिए वे भी दृढ़ता से रेडियोधर्मी हैं आम तौर पर कोई भी समस्थानिक एक ऐसी स्थिति में होना चाहता है जो हमें परमाणु प्रतिक्रिया के दृष्टिकोण से स्थिरता और अधिकतम मात्रा में स्थिरता प्रदान करता है और इसलिए यह अपने बाध्यकारी ऊर्जा के न्यूक्लियर मूल्य को यथासंभव उच्च करना चाहता है अर्थात कोई भी नाभिक जो कि उसकी द्रव्यमान संख्या हो सकती है एक बार किसी प्रकार की परमाणु प्रतिक्रिया से गुजरना होगा जो उसे प्रति नाभिकीय प्रति बंधन ऊर्जा के इस विशेष बैंड की ओर बढ़ने की अनुमति देता है जो कि लगभग 60 की द्रव्यमान संख्या है अब एक नाभिक जो भारी होता है वह ऐसी चीज है जो 60 से अधिक द्रव्यमान वाली होती है जिस दिशा में वह आगे बढ़ सकता है वह केवल 2 प्रजातियों में टूटने से है इसका मतलब है 1 भारी नाभिक 2 छोटे या हल्के में तोड़ा जा रहा है नाभिक ताकि नव निर्मित नाभिकों में से प्रत्येक का द्रव्यमान संख्या 60 के करीब हो सके इसके विपरीत नाभिक जो हल्का होता है जो इस विशेष क्षेत्र में कुछ होता है एकमात्र तरीका है कि वे उस सबसे बड़े स्थिरता वाले क्षेत्र से संपर्क कर सकते हैं एक दूसरे के साथ कंघी करके हल्का तत्व तो भारी तत्व और भारी तत्व के संयोजन वाले 2 प्रकाश तत्वों में एक बड़ी संख्या होती है जो उच्च स्थिरता के क्षेत्र के करीब है तदनुसार हमें 2 सिद्धांत प्रकार की परमाणु प्रतिक्रिया मिलती है एक विखंडन है विखंडन 2 भारी या छोटे समकक्ष में एक भारी नाभिक के टूटने से मेल खाता है और इसलिए ऐसे तत्व जो द्रव्यमान संख्या 60 से अधिक है आम तौर पर उस मूल्य से परे 60 से काफी अधिक है वे इस विखंडन की प्रतिक्रिया से गुजरते हैं जबकि जिन तत्वों की संख्या द्रव्यमान संख्या 60 से कम होती है वे संलयन प्रतिक्रिया से गुजरते हैं फ्यूजन एक भारी नाभिक बनाने के लिए एक साथ 2 हल्के नाभिक को संदर्भित करता है इसलिए ड्यूटेरियम ट्रिटियम हीलियम 3 वगैरह इस लाइटर न्यूक्लियस के फ्यूजन तरह के रिएक्शन से गुजरने की सबसे ज्यादा संभावना है और न्यूक्लियर पावर जेनरेशन की पूरी साइंस इस विखंडन और फ्यूजन रिएक्शन को कंट्रोल करने पर आधारित है जबकि फिशन ऑप्शन है जो किसी भी कमर्शियल न्यूक्लियर में एक्सरसाइज किया जाता है बिजली संयंत्र संलयन संभवतः एक ऐसी तकनीक है जो अधिक संभावित है क्योंकि संलयन विखंडन की तुलना में अधिक मात्रा में ऊर्जा या बहुत बड़ी शक्ति घनत्व उत्पन्न करने के लिए प्रस्तावित है लेकिन संलयन एक ऐसी तकनीक है जिसे विखंडन की तुलना में बहुत अधिक मात्रा में नियंत्रण की आवश्यकता होती है और वर्तमान में वैज्ञानिक की तुलना अभी बाकी है पूरा नियंत्रण और यह विशेष तकनीक विखंडन हालांकि कई चरणों या प्रयोगों से गुजरा है और विखंडन प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना संभव है ताकि हम इस विखंडन प्रतिक्रिया के माध्यम से नाभिक ऊर्जा के सकारात्मक प्रभाव का दोहन कर सकें ये 2 उदाहरण हैं जिनका मैं केवल एक उल्लेख करता हूं विखंडन है जहां हम इस विशेष उदाहरण में हैं जिसमें हम U 235 हैं जो 2 लाइटर घटकों में टूट रहा है क्रिप्टन में बड़ी संख्या में 92 और बेरियम में एक बड़ी संख्या है 141 का तो यह संलयन प्रतिक्रिया है जहां एक भारी नाभिक 2 छोटे लाइटर नाभिक को तोड़ रहा है दूसरी तरफ आपकी स्क्रीन के दाईं ओर हम संलयन प्रतिक्रिया कर रहे हैं जहां इस विशेष उदाहरण में हमारे पास एक हीलियम नाभिक का उत्पादन करने के लिए एक ड्यूटेरियम और एक ट्रिटियम एक साथ जुड़े हुए हैं जो एक उच्च द्रव्यमान संख्या है और इसलिए यह प्रति नाभिक में उच्च बाध्यकारी ऊर्जा होने की उम्मीद है संलयन एक अधिक प्राकृतिक प्रक्रिया है क्योंकि आप नियमित रूप से सितारों की तरह अतिरिक्त स्थलीय निकायों में पा सकते हैं लेकिन विखंडन एक प्रतिक्रिया है जो भारी नाभिक तक ही सीमित है और वर्तमान तकनीक के अनुसार श्रृंखला प्रतिक्रिया या विखंडन प्रतिक्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है हालांकि हम संलयन प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने की स्थिति में नहीं हैं संलयन के साथ एक बड़ी समस्या यह है कि इसके लिए बहुत उच्च तापमान और कई अन्य चरम मापदंडों की आवश्यकता होती है अनुसंधान जारी है और उम्मीद है कि भविष्य में शारीरिक रूप से संलयन प्रतिक्रिया पर कब्जा करने में सक्षम होगा संलयन प्रतिक्रियाओं में विखंडन की तुलना में ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा भी जारी की जाती है क्योंकि संबद्ध तत्व द्रव्यमान में बहुत हल्के होते हैं बस युरेनियम के द्रव्यमान की तुलना करें जो कि एक ड्यूटेरियम या ट्रिटियम के द्रव्यमान की संख्या 235 है जो क्रमशः 2 या 3 की द्रव्यमान संख्या वाले हैं और इसलिए संलयन ऊर्जा की बड़ी मात्रा को जारी करता है यहां हम विशिष्ट विखंडन प्रतिक्रिया के उदाहरण में जा रहे हैं यह क्यों हो रहा है या यह कैसे हो रहा है जैसे सवालों को जाने की जरूरत नहीं है हमें बस उस संख्या का निरीक्षण करना चाहिए जो आप कर रहे हैं यहां हम देख सकते हैं कि एक U 235 न्यूक्लियस को 1 विशेष न्यूट्रॉन द्वारा रोका जा रहा है इस वजह से वे और U 236 में परिवर्तित हो जाते हैं आप सोच सकते हैं कि इस U 235 द्वारा न्यूट्रॉन को निगल लिया गया है जिससे U 233 न्यूक्लियस और विशेष प्रतिक्रिया 5 MeV की ऊर्जा की रिहाई से जुड़ी है यह U 236 आमतौर पर एक बहुत ही अस्थिर नाभिक है तो यह आगे एक विखंडन प्रतिक्रिया के माध्यम से जाता है जहां यह 2 छोटे घटकों में टूट जाता है एक क्रिप्टन है जिसमें 92 की एक बड़ी संख्या है अन्य बेरियम में 141 की एक बड़ी संख्या है आप देख सकते हैं कि प्रतिक्रिया पर पहला चरण किसके अनुरूप है बड़े पैमाने पर कमी या बड़े पैमाने पर 0005365 का दोष आप इस संख्या की गणना केवल उन amu मानों को देखकर कर सकते हैं जो इस नाभिक में से प्रत्येक के पास मौजूद हैं जैसे न्यूट्रॉन 1008665 जबकि U 235 के लिए यह 2350493 है और इसी तरह हम दूसरों के लिए गणना कर सकते हैं तो प्रतिक्रिया के पहले चरण के दौरान 005 AMU का यह द्रव्यमान दोष लगभग 5 MeV ऊर्जा से मेल खाता है तो 5 MeV ऊर्जा पहले चरण के दौरान जारी की जाएगी वही हम दूसरे चरण के लिए बड़े पैमाने पर दोष की गणना कर सकते हैं जहां U 236 क्रिप्टन और बेरियम में टूट जाता है और इसी विलय दोषपूर्ण मूल्य की गणना 02154 U के रूप में की जा सकती है जो एक ऊर्जा के साथ जुड़ा हुआ है इसका मतलब है यदि आप इसे गुणा करते हैं 931 से तो हमें 201 MeV की एक ऊर्जा रिलीज मिली आमतौर पर एक U 235 का विखंडन लगभग 212 MeV ऊर्जा के रिलीज के साथ जुड़ा हुआ है खैर यहां दिखाए गए आंकड़े को मिलाकर हमें केवल 206 मिल रहे हैं लेकिन यहां दिखाए जाने वाले अंतिम उत्पाद क्रिप्टन और बेरियम हैं वे वास्तव में अंतिम उत्पाद नहीं हैं क्योंकि आप विशेष रूप से बेरियम के लिए देख सकते हैं इसका द्रव्यमान सदस्य 140 है जो अब तक है 60 के इस इष्टतम मूल्य से दूर इसलिए यह संभावना है कि क्रिप्टन और बेरियम के उत्पाद कुछ और परमाणु प्रतिक्रियाओं से गुजर सकते हैं वहां कुछ और ऊर्जा जारी करके और अंत में हल्का नाभिक में परिवर्तित हो सकता है इसलिए इस सारी ऊर्जा को प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया से या बाद में यहां के उत्पादों द्वारा क्षय होने पर हम आमतौर पर एक U235 अणु की विखंडन प्रतिक्रिया द्वारा लगभग 212 MeV ऊर्जा प्राप्त करते हैं आमतौर पर एक U 235 का विखंडन 212 MeV ऊर्जा का उत्सर्जन करता है जो अभी उल्लेखित हैं यदि हम इस मूल्य को 931 से विभाजित करते हैं तो हमें 0228 amu के समान द्रव्यमान दोष मिलता है इसलिए द्रव्यमान में भिन्नात्मक परिवर्तन यूरेनियम के परमाणु द्रव्यमान से विभाजित 0228 है और यह 10 3 क्रम से निकलता है अब हम एक पारंपरिक रासायनिक प्रतिक्रिया के साथ इसकी तुलना करते हैं कार्बन ऑक्सीकरण हो रहा है और परिणामस्वरूप CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड गठन मूल्य के चिंतित आंत्रशोथ यहाँ दिखाया गया है अगर गठन की यह आंत्रशोथ शायद आपने ऊष्मागतिकी में इस शब्द को सुना है यह जारी की गई ऊर्जा की मात्रा या रासायनिक ऊर्जा की मात्रा के साथ जुड़ा हुआ है जो थर्मल रिएक्शन के साथ परिवर्तित हो जाता है क्योंकि अभिकर्मकों के 1 किलो मोल के दहन की प्रतिक्रिया के साथ कार्बन और ऑक्सीजन के मोल की संयुक्त संख्या एक साथ 1 किलो मोल होनी चाहिए फिर हम ऊर्जा की इस राशि को जारी करने जा रहे हैं इस दोष को C वर्ग के साथ विभाजित करके बड़े पैमाने पर दोष की गणना की जा सकती है और यह 10 9 के क्रम में निकलता है लेकिन अभिकारकों का संबद्ध द्रव्यमान जो कि 1 अभिकारक का है लगभग 12 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होगा और कार्बन के लिए 32 इसलिए अभिकर्मकों के 42 किलोग्राम और इसलिए द्रव्यमान में भिन्नात्मक परिवर्तन 10 10 तक आता है यह एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है या यह संख्या यहां परमाणु प्रतिक्रिया के महत्व को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ध्यान देने के लिए दो बिंदु हैं सबसे पहले रासायनिक प्रतिक्रिया के साथ हम पावर माइनस 10 AMU के लिए 10 का बड़े पैमाने पर दोष देख रहे हैं इसलिए हम समझ सकते हैं कि जब भी हम किसी प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रिया कर रहे होते हैं तो कुछ मात्रा में द्रव्यमान दोष होता है जो अभिकारकों और उत्पादों के बीच चलता है और द्रव्यमान दोष की मात्रा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है जिसे हम अभिव्यक्ति के दौरान देख सकते हैं एक एक्ज़ोथिर्मिक रासायनिक प्रतिक्रिया लेकिन इस द्रव्यमान दोष का संबंधित मान 10 10 के आदेश के रूप में सामने आ रहा है जो प्रतिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के कुल द्रव्यमान की तुलना में बेहद नगण्य है और इसलिए अक्सर उपेक्षित होता है इसका मतलब है कि 1 किलो कार्बन प्लस ऑक्सीजन के दहन से आपको जो ऊर्जा मिलने वाली है हम 1 किलो U 235 के लिए परमाणु प्रतिक्रिया की अनुमति देकर उस ऊर्जा को 107 गुना ऊर्जा प्राप्त करने जा रहे हैं परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है आप शायद याद कर सकते हैं कि पिछले व्याख्यान के दौरान परमाणु प्रतिक्रियाओं या परमाणु ऊर्जा उत्पादन के गुणों और अवगुणों का विस्तार करते हुए मैंने उच्च ऊर्जा घनत्व के एक बिंदु के बारे में उल्लेख किया था यह वह बिंदु है जिसका मैं उल्लेख कर रहा था उस समय ऊर्जा घनत्व ऊर्जा की मात्रा को संदर्भित करता है जिसे आप ईंधन की कुछ इकाई मात्रा या इकाई द्रव्यमान से दोहन कर सकते हैं और जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि परमाणु रिएक्टर की ऊर्जा घनत्व एक पारंपरिक रसायन के साथ 107 गुना शक्ति होगी रिएक्टर या पारंपरिक थर्मल बॉयलर यही कारण है कि ऊर्जा उत्पादन के अगले स्रोत के रूप में परमाणु प्रतिक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने वाले लोगों का सिद्धांत कारण है और इस तरह के उच्च ऊर्जा घनत्व के कारण हम रिएक्टर कोर को मात्रा में बहुत छोटे हो सकते हैं इस तरह से अधिक स्थान और निर्माण लागत के कुछ समय की बचत होती है यहां हम एक संख्यात्मक उदाहरण की कोशिश करते हैं मैंने एक नमूना प्रतिक्रिया ली है जहां यूरेनियम 235 एक न्यूट्रॉन द्वारा अटका हुआ है जिससे सीज़ियम और रुबिडियम का निर्माण होता है और प्रतिक्रिया के दौरान 4 और न्यूट्रॉन निकलते हैं तो हम इसे हल करने की कोशिश करते हैं सीज़ियम और रुबिडियम का परमाणु द्रव्यमान पहले से ही यहां उपलब्ध है हम जानते हैं कि U 235 का द्रव्यमान यह 1 सबसे शुरुआती स्लाइड्स में मौजूद था यह 2350493 amu है तो बाईं ओर का द्रव्यमान U यूरेनियम 2350493 के द्रव्यमान के बराबर होगा और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो 1008665 है दाएं हाथ का द्रव्यमान सीज़ियम के द्रव्यमान के बराबर होगा जो 13991711 से अधिक दिया गया है और रुबिडियम का द्रव्यमान 9191914 प्लस 4 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1008665 इसलिए यदि हम इन 2 आंकड़ों की तुलना करते हैं तो आप पाएंगे कि बाएं हाथ की तरफ का द्रव्यमान दाएं बाएं ओर का द्रव्यमान जिसे हम द्रव्यमान दोष कह रहे हैं मैंने इस संख्या को काट दिया है यह 0187055 के बराबर है amu जारी की गई ऊर्जा की मात्रा dmXc2 होगी जो कि 174 MeV के बराबर है तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यह विशेष प्रतिक्रिया ऊर्जा के 174 MeV के गठन की ओर ले जाती है कई प्रकार की परमाणु प्रतिक्रिया संभव है और यह सुनिश्चित करता है कि इस सामूहिक संतुलन के बाद ही आप जन दोष की मात्रा की गणना कर पाएंगे कि हम एनकाउंटर कर रहे हैं और जहां संबंध को ऊर्जा के द्रव्यमान के रूपांतरण के रूप में याद कर रहे हैं जो कि एमसी वर्ग के बराबर है या समकक्ष को याद करके 1 AMU द्रव्यमान ऊर्जा के 931 MeV के बराबर है यहां इस विशेष द्रव्यमान मूल्य को केवल 931 के साथ गुणा किया जा सकता है इस विशेष आंकड़े पर पहुंचने के लिए हमें m को c वर्ग से गुणा करने और रूपांतरण प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है तो हम हमेशा इस तरह की किसी भी समस्या को हल कर सकते हैं हाँ तो यह इस पाठ्यक्रम के लिए पृष्ठभूमि तैयार करता है और यह हमें इस विशेष मॉड्यूल के अंत में ले जाता है मैं उस प्रमुख बिंदु को संक्षेप में बताने जा रहा हूं जो हमने यहां सीखा है आप परमाणु ऊर्जा उत्पादन के विषय से परिचित होने के बाद हमने आइसोटोप की अवधारणाओं के बारे में सीखा है और हमने देखा है कि अधिकांश प्राकृतिक तत्वों में कई आइसोटोप हो सकते हैं क्योंकि न्यूट्रॉन और नाभिक की विभिन्न संख्या की उपस्थिति खैर उनके पास एक ही तरह के रासायनिक गुण हैं उनके परमाणु गुण दृढ़ता से भिन्न होते हैं एक नाभिक का द्रव्यमान आम तौर पर अपने निर्वाचन क्षेत्र के संयुक्त द्रव्यमान से कम होता है जो सामूहिक दोष की ओर जाता है यह संबंधित द्रव्यमान दोष बाध्यकारी ऊर्जा से मेल खाता है बाध्यकारी ऊर्जा के बारे में सोचा जा सकता है या गोंद के रूप में देखा जा सकता है जो नाभिक के बहुत कम मात्रा में एक साथ नाभिक को बांधता है कोई भी नाभिक इस बाध्यकारी ऊर्जा के प्रति नाभिक का अधिक मूल्य रखने का प्रयास करता है और जैसा कि हमने पहले के ग्राफ से देखा है प्रति नाभिक में उच्चतम संभव बंधन ऊर्जा लगभग 88 MeV है और इसलिए कोई भी नाभिक किसी भी प्रकार की परमाणु प्रतिक्रिया में भाग लेने का प्रयास करता है जो यह न्यूक्लियर प्रति उच्च बाध्यकारी ऊर्जा के उस विशेष मूल्य की ओर ले जाता है जिसके अनुसार वे विखंडन या संलयन प्रतिक्रिया में भाग ले सकते हैं और अंत में एक परमाणु प्रतिक्रिया के दौरान जारी ऊर्जा की मात्रा एक बराबर रासायनिक संबंध से 107 गुना हो सकती है जो बिजली उत्पादन के स्रोत के रूप में परमाणु प्रतिक्रिया के महत्व की पुष्टि करता है तो यह आपके मॉड्यूल 1 का अंत है इसके बाद एक असाइनमेंट होगा जो मुझे यकीन है कि आप हल करने में सक्षम होंगे यदि आपके पास कोई क्वेरी है तो कृपया हमें लिखें और अपने ध्यान के लिए धन्यवाद अगले एक में हम मॉड्यूल 2 में रेडियो गतिविधि का बहुत महत्वपूर्ण विषय शुरू करने जा रहे हैं